आइए अब हम हाइड्रोलिक पावर से संबंधित कुछ उदाहरणों पर काम करते हैं और देखते हैं कि कुछ सामान्य वाटर पम्पिंग एप्लिकेशन और व्यवस्थाओं की हाइड्रोलिक पावर क्या है तो चलिए पहले एक उदाहरण लेते हैं एक बहुत ही सामान्य उदाहरण इसे देश के अधिकांश घरों में एक घरेलू उदाहरण कहां जा सकता है आपके पास एक सम्प होगा और भूमिगत सम्प से आप पानी उठाने की कोशिश करते हैं वहां एक सक्शन पाइप है और मुझे एक सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाने दें और अधिकांश पंप सिंगल फेज सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं वितरण पाइप कुछ दूरी पर क्षैतिज रूप में रहेगा और फिर एक ओवर हेड टैंक को वितरित करने के लिए ऊपर जाएगा क्योंकि ओवर हेड टैंक को पंप और सम्प से कुछ दूरी पर रखा जा सकता है तो आइए हम सम्प में कुछ पानी प्रदर्शित करते है और सक्शन पाइप लगभग सम्प टैंक में नीचे तक जा रहा है और पानी को ओवर हेड टैंक में इस तरह से डिस्चार्ज किया जाता है अब सक्शन हेड क्या है सक्शन हेड डिलीवरी पाइप के सिरे से पंप के अक्ष के केंद्र तक है तो मैं उसे hs के रूप में चिन्हित करता हूं यह सक्शन हेड है डिलीवरी हेड क्या है पंप अक्ष के केंद्र से क्षैतिज से उच्चतम बिंदु जहां तक पानी को पहुंचाया जाता है डिलीवरी हेड hd होगा ठीक है यह अभी पूरा नहीं है आप इस तरह के अधिकांश अनुप्रयोगों में देखते हैं ओवर हेड टैंक इमारत के एक कोने में है और भवन के दूसरे कोने में सम्प हो सकता है और फिर क्षैतिज यात्रा की दूरी पर जहां वास्तव में कोई भौतिक हेड नहीं है पानी नहीं उठाया गया है लेकिन क्षैतिज यात्रा के कारण घर्षण नुकसान की कुछ महत्वपूर्ण मात्रा है तो आइए हम यह भी प्रदर्शित करें कि यह कुल क्षैतिज दूरी क्या है जहां पानी बह रहा है तो मुझे चिन्हित करें तो यह लगभग है आइए हम कहते हैं 120 फीट यह अधिकांश घरों में बहुत आम है क्षैतिज रूप से लगभग 120 फीट की यात्रा अब हम इस ऊँचाई को कहते हैं सक्शन हेड की ऊँचाई सम्प में लगभग 6 फीट गहरी है और फिर दो मंजिलों पर जाकर 20 फ़ीट की डिलीवरी डिलीवरी हेड होगी अब पाइप व्यास के बारे में बात करते हैं अधिकांश घरों में हाल के समय में 1 इंच के पाइप व्यास का उपयोग किया जाता है और फिर घर में लोगों की संख्या पर निर्भर करता है और ज्यादातर पीवीसी पाइप का उपयोग किया जाता है तो याद रखें कि पीवीसी पाइपों के लिए सतह बहुत चिकनी है आंतरिक सतह सतह धक्कों की संख्या नगण्य हैं और इसलिए खुरदरापन अनुपात 0 है इसलिए यह एक फायदा है तो चलिए कुछ स्पेक्स डालते हैं जिनके लिए हम हाइड्रोलिक पावर की गणना कर सकते हैं पहले Q है डिस्चार्ज वॉल्यूम ज्यादातर समय डिस्चार्ज वॉल्यूम ओवर हेड टैंक का आकार होगा अब हम कहते हैं कि आपके पास 1000 लीटर का टैंक है तो हम कहते हैं कि हमें 1000 लीटर चाहिए और यह 1000 लीटर आप कितनी जल्दी इसे भरना पसंद करेंगे हमारे घरों में अधिकांश पंप इसको 10 मिनट के समय में भरने में सक्षम होंगे इसलिए मैं कुछ समय यहां डालूंगा डिस्चार्ज टाइम Δt 10 मिनट है तो वास्तव में Q डॉट 100 लीटर आता है 1000 लीटर बाय 10 मिनट जो कि 100 लीटर प्रति मिनट है यही प्रवाह की डिस्चार्ज दर है अब यदि आप इसे m3sec में बदलना चाहते हैं तो आपके पास 100 लीटर बाय 1000 है इसे m3 में बदलने के लिए बाय 60 सेकंड तो आपके पास 0001667 m3 s होगा तो आपके पास m3sec में डिस्चार्ज दर है व्यास क्या है व्यास 1 इंच दिया गया है हमें इसे SI इकाइयों में बदलने की आवश्यकता है तो 1 इंच में 254 mm mm से मीटर 254 1000 है 1000 mm 1 मीटर है इसलिए आप 254 1000 से गुणा करके इंच से मीटर में बदल सकते हैं सक्शन हेड 6 फीट है फीट को मीटर में परिवर्तित करते हुए 1 फीट में 12 इंच है प्रत्येक इंच 254 1000 है तो यह है कि कैसे आप इसे मीटर में बदलते हैं मुझे कुछ जगह बनाने दें फिर डिलीवरी हेड 20 फीट 20 × 12 × 254 1000 मीटर में क्योंकि प्रत्येक फीट में 12 इंच और प्रत्येक इंच में 254 mm1000 और इस प्रकार मीटर में परिवर्तन है अब पाइप की कुल लंबाई तो पाइप की कुल लंबाई की आवश्यकता है क्योंकि हमें घर्षण के कारण नुकसान की गणना करने की आवश्यकता है इसलिए यह पर्याप्त नहीं है कि आप केवल सक्शन सक्शन हेड की लंबाई और डिलीवरी हेड की लंबाई लें आपको पाइप के सभी क्षैतिज भागों को भी लेना चाहिए क्योंकि वे घर्षण हानि में योगदान करते हैं वास्तव में वे एक महत्वपूर्ण हिस्से का योगदान करते हैं क्योंकि 120 फीट छोटा नहीं है यह हेड की तुलना में बहुत बड़ा है तो इसलिए 120 फीट प्लस 20 फीट प्लस 6 फीट कुल 146 फीट की पाइप लंबाई पानी को तय करना है और इस लंबाई की राशि में घर्षण नुकसान होने जा रहा है तो उसको मीटर में परिवर्तित करें 12 × 254 इसलिए यह मीटर होगा और अब आप क्षेत्र π4 d2 भी निकाल सकते हैं अब अगला द्रव का वेग ज्ञात करें पाइप में पानी के वेग u को ms में अब हम जानते हैं कि डिस्चार्ज दर यह m3s है अब पानी की यह मात्रा प्रति सेकंड पाइप से बह रही है प्रत्येक सेकंड में पाइप के माध्यम से इतना m3 बह रहा है और उस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया A है और आप तरल पदार्थ के वेग को ms में प्राप्त करने के लिए A से विभाजित कर सकते है इसलिए Q डॉट बाय A यह m3s है यह m2 है इसलिए आपको यह ms में मिलेगा तो यह पता चलेगा यदि मैं Q डॉट मान का उपयोग करता हूं जिसकी हमने गणना की है और यह A का मान जिसकी गणना D मान का उपयोग करके की गई है तो आप Q डॉट के लिए 0001667 m3 s प्राप्त करेंगे बाय A जोकि π4d2 है जो m2में है जब आप पूरी गणना करते हैं और d के मूल्य को प्रतिस्थापित करते हैं जैसा कि हमने यहां पाया यह 33 ms आएगा आगे हम रेनॉल्ड्स संख्या को ज्ञात करते हैं जो udϑ द्वारा दी गई है तो 33 ms x d जो कि 00254 मीटर है विभाजित ϑ जो कि 1 × 10 6 m2s है तो यह रेनॉल्ड्स संख्या हमने इस शब्द का उपयोग किया है ϑ जो कि काईनेमैटिक विस्कोसिटी है पानी के लिए यह काईनेमैटिक विस्कोसिटी तापमान का एक फलन है अलग अलग तापमानों के लिए आपके पास अलग अलग विस्कोसिटी है तो 200 c पर पानी के लिए आप विज्ञान तालिकाएँ देख सकते हैं आप देखेंगे कि यह लगभग 10004 के आसपास है लगभग इसे 1 × 10 6 m2 s के आसपास रखें और जब आप इन परिणामों को लागू करते हैं और गणना करते हैं तो आपको 83820 मिलेंगे इसलिए 83820 4000 से बहुत अधिक बड़ा है तो प्रवाह अशांत है आपको इसके लिए कोलब्रुक वाइट सूत्र का उपयोग करना होगा हम उस अभ्यास को पहले ही कर चुके हैं और ओक्टेव में इसके लिए फ़ंक्शन है आप उस फ़ंक्शन का उपयोग आसानी से करते हैं तो इससे पहले खुरदरापन अनुपात की गणना करें ε जो सतह पंप की ऊंचाई और PVC के लिए यह 0 है इसलिए ε d खुरदरापन अनुपात 0 है और अब आप कोलब्रुक सूत्र का उपयोग करके पहले घर्षण कारक का पता लगा सकते हैं 83820 रेनॉल्ड्स संख्या आपको प्रदान करना है और खुरदरापन अनुपात है जो 0 है इसलिए इसके लिए जब आप कोलेब्रुक के इटरेटिव एल्गोरिथ्म को चलाते हैं तो आपको 0018683 मिलेगा अब वह घर्षण कारक है अब उस घर्षण कारक का उपयोग करते हुए हमें गणना करना है कि घर्षण के कारण हेड का नुकसान क्या है और इसके लिए हम डार्सी व़ेईसबाक सूत्र f L व्यास आंतरिक व्यास u22g का उपयोग करेंगे इसलिए यदि आप मानों को प्रतिस्थापित करते हैं तो आपको 1805 मी मिलेगा अब कुल डायनामिक हेड h क्या है अब यह 6 है 6 फीट सक्शन हेड इस कारक का उपयोग करते हुए मीटर में परिवर्तित करें 12 254 1000 प्लस 20 फीट डिलीवरी हेड के 12 254 1000 प्लस 1805 मीटर घर्षण से हेड का नुकसान इसलिए अगर हम इसकी गणना करें तो आप देखेंगे कि यह लगभग 2597 मीटर है जो लगभग 26 मीटर है कुल डायनामिक हेड लोस के इस 26 मीटर की तुलना करें 1805 मीटर केवल घर्षण हानि द्वारा योगदान दिया जाता है तो आपके लिए केवल ऊंचाई के अंतर के आधार पर पॉवर की गणना करना पर्याप्त नहीं है पाइप में पानी का क्षैतिज प्रवाह भी महत्वपूर्ण प्रेशर लोस का कारण बनता है और आपको इसे लेना चाहिए अन्यथा आवश्यक ऊंचाई तक पानी की आवश्यक मात्रा को पंप करने के लिए आपके पंप की पॉवर पर्याप्त नहीं होगी तो हाइड्रोलिक पावर क्या है 1000 × 981 𝜌g Q डॉट h Q डॉट h वाट्स तो Q डॉट में 1000 × 981×Q डॉट जो की 0001667 m3s है सभी SI इकाइयों में h कुल डायनेमिक हेड 26 m है हमने अभी गणना की है तो यह सब 425 W आता है हाइड्रोलिक पावर 425 W पानी को सम्प से एक ऊपर के टैंक में जो 20 जमीन के स्तर से 20 फीट ऊपर हैपंपिंग के लिए सबसे खराब स्थिति में आपको 425 W की आवश्यकता होगी तो शायद अधिकांश घरों में इस काम को करने के लिए 1 एचपी सिंगल फेज पंप होगा आइए अब हम उदाहरण दो पर काम करते हैं यह उदाहरण दो स्पष्ट रूप से उदाहरण एक जैसा दिखता है यह एक ही प्रणाली है सभी पैरामीटर समान हैं एक छोटे से संशोधन को छोड़कर मैं उल्लेख करूंगा कि वह संशोधन क्या है और आप बहुत सी चीजें देख सकते हैं जो आप उस द्वारा प्राप्त कर सकते हैं हम सोलर फोटोवोल्टिक समाधान के लिए जाएंगे तो यह एक सोलर आधारित समाधान है हम सन पॉवर सूर्य शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं और यह पंप एक मोटर द्वारा संचालित है और वह मोटर वास्तव में मैन्स से संचालित नहीं है 230 मैन्स जैसा कि हमने पहले के मामले में जब कहा की एक सिंगल फेस मोटर इस पंप को चला रही है मान लीजिए इस पंप को चलाने वाली मोटर एक डीसी मोटर है और इसे हम सीधे पीवी मॉड्यूल से कनेक्ट करते हैं चलो वहाँ भी एक बैटरी नहीं है आप देखेंगे कि समाधान बहुत अधिक फायदे हैं क्योंकि इसे बैटरी में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहीत करने के बजाय हम इसे हाइड्रो पंप द्वारा पानी को लिफ्ट करने के रूप में संग्रहीत कर सकते हैं तो एक विशिष्ट घर पर विचार करें हमें एक दिन में 1000 लीटर की कुल डिस्चार्ज वॉल्यूम की आवश्यकता है तो अगर हम यह कहें कि घर में एक दिन में 1000 लीटर की आवश्यकता है 1000 लिटर टैंक लगाने के बजाय आप 2000 लिटर टैंक रखें तो मान लीजिए कि इस टैंक की क्षमता 2000 लीटर है अब इस टैंक को पूर्ण 2000 लीटर तक भरें तो एक दिन में 1000 लीटर का उपयोग घर के द्वारा किया जाता है दिन के अंत तक 1000 लीटर वापस टैंक में डाल दिया जाना चाहिए तो यह वह तर्क है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं इसलिए उदाहरण एक के मामले में ∆t 10 मिनट के बजाय हम इसे इस जगह पर होने वाले इनसोलेशन से जोड़ देंगे तो हम जानते हैं कि किसि जगह पर इनसोलेशन का कैसे पता लगाया जाए तो यदि मैं इनसोलेशन बनाम समय को प्लाट करता हूं तो यह कुछ इस तरह दिखता है और यह दोपहर के समय अधिकतम होता है और वक्र के नीचे का क्षेत्र kWhm2day होता है इनसोलेशन kWm2 में है अब यह Hat इंसोलेशन कहने के बराबर है वायुमंडलीय प्रभावों के साथ एक स्थान पर आने वाली ऊर्जा मैं एक बार जब मैंने वह मूल्य प्राप्त कर लिया है तो उस समय बनाम इनसोलेशन वक्र पर मुझे 1kWm2 के मानक इनसोलेशन को चिह्नित करना चाहिए तो एक ही क्षेत्र मैं यहां एक आयताकार घटक द्वारा प्राप्त करूंगा जिसमें Hat या Hat की चौड़ाई न्यूनतम हो अब यह क्षेत्र जो उस चौड़ाई के लिए Hat था समान रूप से घंटों की संख्या के बराबर है मैं उस चौड़ाई को रखूँगा ऊँचाई को मैं 1kWm2 के मानक इनसोलेशन में रखूँगा और मैं उतनी ही ऊर्जा प्राप्त करूँगा और वह kWh में है अब ये दोनों ऊर्जा के रूप में समतुल्य हैं इसलिए मुझे इस विशेष अवधारणा का उपयोग करना चाहिए तो चलो ∆t 10 मिनट होने के बजाय मैं इसे इस समय अंतराल के बराबर कर दूंगा तो जो संख्यात्मक रूप से न्यूनतम घंटे Hat है तो बंगलौर के लिए हमें कहना चाहिए यदि Hat न्यूनतम लगभग 458 kWhm2day है हम जानते हैं कि यह कैसे निकालना है आप सप्ताह 3 और 4 में इस विषय पर वापस देख सकते हैं तो मैं ∆t को ऐसे मान पर सेट करूंगा जो संख्यात्मक रूप से 458 घंटे से कम हो तो उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि मैं इसे लगभग 4 घंटे तक सेट करूँगा आप इसे कम घंटों के लिए भी सेट कर सकते हैं लेकिन मुझे इस उदाहरण के लिए लगभग 4 घंटे को लेने दें तो मुझे पता है कि 4 घंटे के समय में 1000 लीटर प्रदान करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है इसे उस में पंप करने के लिए तो मुझे तदनुसार अपने अन्य सेंट्रीफ्यूगल पंप और मोटर घटकों को रेट करना होगा तो आइए देखें कि हाइड्रोलिक ऊर्जा हाइड्रोलिक पावर की कितनी मात्रा की आवश्यकता है तो मान लीजिए कि एक Q डॉट जो Q∆t है अब Q∆t है 1000 बाय 4 घंटे जो कि प्रति सेकंड 00694 लीटर और जो 007×10 3 m3sec है अब प्रवाह की डिस्चार्ज दर में भारी कमी आई है तो मुझे अब कुछ जगह बनाने की ज़रूरत है अब सभी अन्य पैरामीटर समान हैं मैं आपसे गणना के उसी क्रम से गुजरने की उम्मीद करूंगा मैं अब केवल अंतर को इंगित करूंगा अब आप देखेंगे कि यहाँ hf की गणना डार्सी व़ेईसबाक फॉर्मूला Ld×μ22g मीटर से की जाती है f घर्षण कारक है आपको रेनॉल्ड्स संख्या खुरदरापन अनुपात को खोजने के उसी क्रम से गुजरना होगा इस मामले में खुरदरापन अनुपात 0 है और उचित रूप से कोलेब्रूक समीकरण का उपयोग करते हुए f पाते हैं L और d के समान मान हैं u बदल गया होगा तरल पदार्थ का वेग क्योंकि Q डॉट काफी कम हो गया है कम हो गया है u Q डॉट A है A नहीं बदला है और इसलिए u आनुपातिक रूप से भी कम हो जाएगा μ2 अभी भी कम होगा और फिर यह आपको 007 मीटर देता है घर्षण के कारण हेड का नुकसान 07 मीटर है जो 18 मीटर की तुलना में बहुत छोटा है जो आपने पहले मामले में देखा था और कुल डायनामिक हेड लगभग 8 मीटर है इसकी तुलना करें इससे पहले के मामले में कुल डायनामिक हेड की महत्वपूर्ण मात्रा hf घर्षण हानि के द्वारा योगदान की जाती है यहाँ घर्षण हानि की उलटी गिनती बहुत ही कम योगदान दे रही है वास्तव में नगण्य हेड की लगभग पूरी मात्रा सक्शन और डिलीवरी हेड के कारण होती है अब हाइड्रोलिक पावर की क्या आवश्यकता है 1000 × 9821 × Q डॉट × h तो यदि आप इन मूल्यों में प्लग करते हैं तो h 8 मीटर है Q डॉट यहाँ के रूप में है आप देखेंगे कि पॉवर की आवश्यकता केवल 545 वाट है अब यह नाटकीय रूप से कम है इसकी तुलना करें उदाहरण के साथ जहां हमने 425 वाट की गणना की थी जहाँ सभी मापदंडों एक समान थे अब केवल बात यह है कि हमने Q डॉट में बदलाव किया है डिस्चार्ज दर को कम किया है और फिर हमने डिस्चार्ज के समय को इन्सोलेसन से जोड़ा है तो मूल रूप से ओवर हेड टैंक में डिस्चार्ज को केवल 10 मिनट के बजाय पूरे दिन में फैला दिया गया है और यही कारण है कि आपको बहुत कम हाइड्रोलिक पॉवर की आवश्यकता है क्योंकि प्रवाह फैल गया है डिस्चार्ज को केवल 10 मिनट के बजाय पूरे दिन में फैला दिया गया है और यह वह लाभ है जो आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आप इसे सौर इन्सोलेसन से जोड़ते हैं आइए अब एक और उदाहरण पर विचार करें इस बार हम एक बोरवेल का उदाहरण लेंगे मान लीजिए कि यह जमीन का स्तर है और यह जमीन के भीतर है और जमीन के भीतर गहरा है हमारे पास पाइप डालने के लिए पानी उपलब्ध है इस तरह से एक गहरा पाइप है और पृथ्वी के भीतर गहरे से पानी निकालने की कोशिश करें अब एक पंप लगाते हैं यहाँ सबमर्सिबल पंप के रूप में हैं तो यह सबमर्सिबल पंप मोटर और पंप जोड़ी और एक पाइप के माध्यम से आप पानी निकाल रहे होंगे तो यह वास्तव में डिलीवरी पाइप है यहाँ कोई सक्शन पाइप नहीं है क्योंकि पंप पानी में डूबा हुआ है और पानी को यहां एक भंडारण सम्प में डाल दिया गया है इस प्रकार इसे यहां पहुंचाया गया यह जमीनी स्तर पर है इसलिए जमीनी स्तर पर पानी की कुछ क्षैतिज गति होती है और फिर पंप को इस सम्प में पहुँचा दिया जाता है तो यह एक बहुत ही विशिष्ट बोरवेल प्रणाली है और हम कुछ विशिष्ट गहराई लेते है लगभग 600 फीट की दूरी तो 600 फीट की गहराई वाला बोरवेल बहुत आम है तो इस पूरी गहराई को डिलीवरी हेड कहा जाता है कोई सक्शन हेड नहीं है फिर पानी को पाइप में इस क्षैतिज दूरी की यात्रा करनी होती है जहां पर यह सम्प स्थित होता है और मैं लगभग 200 फीट दूरी की क्षैतिज यात्रा का एक विशिष्ट उदाहरण लेता हूँ आइए हम पाइप के व्यास पर विचार करें आजकल लोग PVC पाइप का उपयोग करते हैं लेकिन स्टील पाइप भी उपयोग में हैं मुझे एक स्टील पाइप पर विचार करने दो ताकि गणना करने के लिए हमारे पास खुरदरापन का कुछ अनुपात हो तो पाइप का व्यास 4 इंच है आपके पास 6 इंच का व्यास भी है और पानी की मात्रा के आधार पर जिसे आपको डिस्चार्ज करने की आवश्यकता है कोई भी पाइप का व्यास चुनेगा तो यह बोरवेल का उदाहरण है बोरवेल सिस्टम जिसे हम देखने का प्रयास करेंगे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई सक्शन हेड नहीं है hs 0 अब Q आम तौर पर बोरवेल से निकलने वाले डिस्चार्ज का ऑर्डर 100 लीटर आधे मिनट में आधा सेकंड में होता है तो जिसका अर्थ है 30 सेकंड तो यह डिस्चार्ज के परिमाण का क्रम है जो एक विशिष्ट बोरवेल से निकलता है लेकिन यह एक फिक्स मान नहीं है यह उपलब्ध पानी की मात्रा पर निर्भर करता है गहराई जिसे पंप के रूप में रखा गया है तो इसलिए यह केवल एक प्रतिनिधि मान है 100 लीटर और आधा मिनट कभी कभी आपके पास बहुत अधिक देने वाले बोरवेल होते हैं और कुछ कम देंगे तो यह 4 इंच डाया है यह मीटर में परिवर्तित करने पर 4 x 254 1000 होता है Q डॉट डिस्चार्ज दर या प्रवाह दर 30 सेकंड में 100 लीटर है जो आपको 33 लीटर सेकंड देगा जो 33 × 10 3msec है hs 0 है hd 600 फीट है जिसे इस रूपांतरण कारक द्वारा मीटर में बदला जा सकता परिवर्तित है 12 × 254 1000 जो यह 18288 मीटर पर आता है तो अब द्रव वेग या पाइप में पानी का वेग Q डॉट A है इसलिए यह 333x10 3मीटर क्यूब प्रति सेकंड बाय π4 d2 है इसलिए यह लगभग 041 मीटर प्रति सेकंड है तो इस से हम अब रेनॉल्ड्स संख्या की गणना कर सकते हैंतो हम उसी प्रक्रिया का पालन करते हैं तो हम udϑ संख्या की गणना करें है ϑ काईनेमेटिक विस्कोसिटी 041 मीटर प्रति सेकंड 01016 मीटर और 1x10 6 मीटर प्रति सेकंड काईनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए जो कि 41656 के बराबर है और वह रेनॉल्ड्स संख्या है जो अधिक है 4000 से बहुत अधिक है इसलिए प्रवाह अशांत है और आपको कोलेब्रुक वाइट सूत्र का उपयोग करना होगा ε या स्टील के लिए सतह के धक्कों की ऊंचाई 01 मिमी है तो इसलिए खुरदरापन अनुपात εd 01 मिमी बाय 01016 मीटर है इसे 1000 से गुणा करके मीटर में परिवर्तित करते है और आपको खुरदरापन अनुपात के रूप में 0001 मिलता है अब कोलेब्रूक फ़ंक्शन का उपयोग करते हुए फ़िक्शन फैक्टर जिसे हमने बनाया था इसके लिए हम रेनॉल्ड्स संख्या और खुरदरापन अनुपात देते हैं और फिर आप 0024654 फिक्शन कारक प्राप्त करेंगे और फिक्शन लॉस के कारण हेड fLdu22g 051 मीटर है कुल डायनामिक हेड hshdhf 0182880511834 मीटर है अब आप हाइड्रोलिक पावर 1000gQ डॉटh की गणना कर सकते हैं जो 59912 है लगभग 6000 वाट तो इस हाइड्रोलिक कार्य को करने के लिए लगभग 6000 वाट पावर हाइड्रोलिक पावर की आवश्यकता होती है इसलिए आपको शायद उपलब्धता के आधार पर अपने मोटर पंप संयोजन को संभवत लगभग 75 किलोवाट या 10 किलोवाट के बराबर करना होगा तो शायद 10 hp मोटर पंप प्रणाली में इस्तेमाल किया जा सकता है